सबको सुप्रभात हम यहां पाठ्यक्रम के पहले ट्यूटोरियल वस्तु उन्मुख विश्लेषण और डिजाइन और एक विक्रेता के बीच उस समस्या की पहली स्तरीय चर्चा यह पहली प्रारंभिक बात है जो किसी भी वस्तु उन्मुख विकास के लिए होती है तो समस्या लीव मैनेजमेंट सिस्टम को प्रदान किया जाएगा ग्राहक विक्रेता की बातचीत शुरू होती है ग्राहक हैलो मैं तन्वी हूं मैं एक ग्राहक के रूप में काम कर रहा हूं विक्रेता ग्राहक हाँ और मैं श्रीजोनी हूँ मैं एक विक्रेता के रूप में काम कर रहा हूँ इसलिए हम चर्चा शुरू करेंगे ग्राहक हाँ इसलिए मैं एक कंपनी से आ रहा हूँ जिसे उपस्थिति और कर्मचारी की छुट्टी को रिकॉर्ड प्रदान कर सकते हैं जो यह काम कर सकता है विक्रेता हाँ ठीक है मुझे वास्तव में मेरी कंपनी द्वारा भेजा गया है जिसे इस मॉड्यूल के निर्माण के लिए आपकी कंपनी द्वारा संपर्क किया गया है ग्राहक हम्म विक्रेता मैं मुख्य रूप से प्रबंधन प्रणाली छोड़ने के लिए आप की आवश्यकताओं को इकट्ठा करने के लिए यहां हूं इसलिए हम अब इस आवश्यकता विश्लेषण के साथ शुरुआत करेंगे सबसे पहले क्या आप अपनी छुट्टी प्रबंधन प्रणाली को जो करना चाहते हैं उसका संक्षिप्त विवरण दे सकते हैं ग्राहक हाँ वास्तव में पहले यह एक मैन्युअल कार्य था विक्रेता हम्म क्लाइंट कर्मचारी अपनी उपस्थिति देते थे और मैन्युअल करके इस सभी कार्य क्षमता का उपयोग कर सकते हैं विक्रेता हाँ विक्रेता आप एक स्वचालित अवकाश प्रबंधन प्रणाली चाहते हैं ग्राहक हाँ हम एक स्वचालित अवकाश प्रबंधन प्रणाली चाहते हैं हमारे कुछ प्रश्न हैं जो अब हम आपसे पूछने जा रहे हैं यह हमें सिस्टम को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम बनाने वाला है क्योंकि हमें सिस्टम की सभी आवश्यकताओं को समझने की आवश्यकता है ताकि आप इसे सही ढंग से बना सकें इसलिए अब हम आपसे प्रश्न पूछेंगे ग्राहक हाँ ज़रूर विक्रेता तो सिस्टम के बारे में पहला बहुत महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आपके संगठन में सिस्टम का उपयोग कौन करेगा क्लाइंट हमारे सभी कर्मचारी सिस्टम का उपयोग करने जा रहे हैं विक्रेता ठीक है इसलिए आपके कर्मचारियों की कोई श्रेणियां हैं जैसे कि सिस्टम अधिकार होंगे जैसे कुछ कुछ कर रहे होंगे कुछ अन्य कार्यक्षमता कर रहे होंगे ग्राहक हाँ विक्रेता ठीक है ग्राहक हमारे पास ये श्रेणियां हैं विक्रेता ठीक है ग्राहक आधार स्तर में हमारे पास कार्यकारी है विक्रेता ठीक है ग्राहक कार्यकारी कर्मचारी केवल छुट्टी के लिए आवेदन कर सकते हैं और उनके पास उपस्थिति है विक्रेता ठीक है ग्राहक और फिर नेतृत्व है विक्रेता ठीक है क्लाइंट लीड छुट्टी को मंजूरी दे सकता है विक्रेता ठीक है ग्राहक ठीक है और प्रबंधक प्रबंधक कर्मचारी के क्रेडिट अवकाश को समायोजित कर सकता है विक्रेता ठीक है ग्राहक और भी छुट्टी मंजूर कर सकते हैं विक्रेता ठीक है तो मैं क्या समझता हूं कि आपके संगठन में मुख्य रूप से कर्मचारियों की तीन श्रेणियां हैं आपके कार्यकारी का पहला स्तर है विक्रेता जो केवल छुट्टियाँ के लिए अनुरोध करने और दैनिक उपस्थिति देने के लिए इस प्रणाली का उपयोग करेगा ग्राहक हाँ वेंडर अगला स्तर लीड भी है जो छुट्टी मंजूर कर सकेगा और हो सकता है कुछ और कार्य करते हैं ग्राहक बिल्कुल बिल्कुल विक्रेता और इसलिए मुझे लगता है कि लीड सभी दूसरे कार्य कर रहे होंगे जो अधिकारियों को करने की अनुमति है मेरा मतलब है कि वे होंगे ग्राहक हाँ बिलकुल विक्रेता तो वे सिस्टम के माध्यम से अपने छुट्टियाँ बढ़ाएंगे और कर्मचारियों को जो कुछ भी कर रहे हैं अधिकारी कर रहे हैं लेकिन इसके अलावा उनके पास कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां हैं ग्राहक हाँ

वेंडर कर सकता है ठीक है विक्रेता ठीक है क्लाइंट छुट्टी का अनुरोध छुट्टी रद्द करने और स्वीकृत करने के लिए अभी तक लाभ नहीं हुआ है विक्रेता ठीक है ग्राहक और छुट्टी का लाभ उठाए यदि यह केवल अनुमोदित हो विक्रेता ठीक है क्लाइंट एक अवधि के लिए स्वयं की छुट्टी की स्थिति की जाँच करें और निर्यात करें विक्रेता ठीक है ग्राहक यह कर्मचारी की कार्य क्षमता है विक्रेता ठीक है क्लाइंट ठीक है इसके शीर्ष पर एक लीड एक्ज़ेक्यूटिव से अनुरोध को छोड़ या पछतावा कर सकता है विक्रेता ठीक है ग्राहक ठीक है विक्रेता ठीक है क्लाइंट और एक कार्यकारी से छुट्टी रद्द और अनुमोदित विक्रेता ठीक है ठीक है ठीक है ग्राहक और प्रबंधक शीर्ष पर है विक्रेता ठीक है ग्राहक ठीक है इसलिए प्रबंधक के पास कुछ अन्य अनुमति भी हैं जैसे कि क्रेडिट डेबिट और कर्मचारी के लिए अवकाश समायोजित करना विक्रेता ठीक है ग्राहक और प्रशासनिक कार्य करते हैं विक्रेता ठीक है ठीक है तो जिसका अर्थ है कि केवल संक्षेप में और इसे समझने के लिए यह एक प्रमुख बात है और आपका संगठन है हमें कर्मचारी जिम्मेदारियों को समझने की आवश्यकता है ग्राहक हम्म वेंडर और सिस्टम से वे कार्यशीलता चाहते हैं इसलिए आपके आधार स्तर के कर्मचारी वे अधिकारी हैं जिन्हें वे सिस्टम से लगभग पाँच कार्यात्मकता चाहते हैं वेंडर और लीड 5 कार्यशीलता चाहता है और इसके शीर्ष पर वे 2 अतिरिक्त कार्यक्षमता वाले होंगे ग्राहक हाँ बिल्कुल विक्रेता किसी भी स्वीकृत छुट्टी को मंजूरी देने और रद्द करने के लिए और प्रबंधक के पास ये सभी कार्यशीलताएं होंगी इसके शीर्ष पर उन्हें कुछ अतिरिक्त कार्यात्मकताओं की भी आवश्यकता होगी जैसे कि क्रेडिट करना विक्रेता समायोजन और इन सभी चीजों को छोड़ दें विक्रेता ठीक है इसलिए यह एक विस्तृत दस्तावेज़ है हम इसे आपसे पसंद करेंगे लेकिन हम संगठनात्मक संरचना को समझते हैं कि इस पर क्या जिम्मेदारियां हैं और वे इस प्रणाली से क्या कार्य करना चाहते हैं ठीक है तो अब हमारे पास छुट्टियो के बारे में कुछ प्रश्न हैं जैसे सभी छुट्टियाँ समान हैं ग्राहक नहीं नहीं नहीं विक्रेता ठीक है ठीक है तो क्या आपके पास अपने छुट्टियो की कई श्रेणियां हैं विक्रेता तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कितनी श्रेणियां हैं ग्राहक हाँ हमारे पास छुट्टियो की 7 श्रेणियां हैं विक्रेता ठीक है ठीक है ग्राहक तो विक्रेता और क्या आप उन्हें नाम दे सकते हैं क्लाइंट हाँ कैज़ुअल लीव और बिना वेतन के छुट्टी विक्रेता ठीक है तो ये आपके लिए 7 प्रकार की छुट्टी हैं जो आप वर्तमान में अपने कर्मचारियों को देते हैं ग्राहक हाँ वेंडर तो जैसे आप किसी भी छुट्टी का संक्षेप में वर्णन कर सकते हैं एक आकस्मिक अवकाश हो सकता है जैसे कि क्या हैं विक्रेता उन छुट्टियो की विशेषताएं क्लाइंट ठीक है इसलिए एक कैलेंडर वर्ष में एमएम 10 कारण अवकाश उपलब्ध हैं ठीक है पहली जनवरी को सभी कारण अवकाश का श्रेय एक कर्मचारी को दिया जाता है वर्ष के मध्य में शामिल होने वाले कर्मचारी के लिए आकस्मिक अवकाश की संख्या को प्रचारित किया जाता है अगले वर्ष में आकस्मिक अवकाश नहीं लिया जा सकता है एक समय में 2 से अधिक आकस्मिक अवकाश का लाभ नहीं उठाया जा सकता है ठीक और आकस्मिक अवकाश पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है लेकिन लाभ उठाने के 2 दिनों के भीतर अनुमोदन करना होगा विक्रेता ठीक है इसलिए आपके अवकाश के बारे में आपका वर्णन सुनकर मुझे लगता है कि मैंने कुछ महत्वपूर्ण बुनियादी बिंदुओं को नोट किया है जिनके आधार पर मुझे लगता है कि आप छुट्टी का वर्णन कर सकते हैं इसलिए उदाहरण के लिए जैसे कि हम यह काम अभी की कमाई के लिए करते हैं विक्रेता मैं आपसे ये मूल बातें पूछ रहा हूँ ग्राहक हम्म विक्रेता और आप मुझे जवाब दे सकते हैं कि क्या कमाते हैं किस लिए छुट्टी छोड़ते हैं ग्राहक हम्म विक्रेता और फिर हम शायद हम आपको इन बुनियादी बिंदुओं को अंतिम रूप दे सकते हैं जिसके आधार पर आप एक छुट्टी को अलग करेंगे ग्राहक हाँ ज़रूर विक्रेता उदाहरण के लिए ईएमएम जैसे आप मुझे बता सकते हैं कि अर्जित अवकाश के लिए अवकाश की अवधि क्या है ग्राहक हाँ यहाँ १५ है विक्रेता ठीक है ठीक है तो यह किसी भी अवकाश की एक विशिष्ट विशेषता है जिसकी आपको विशिष्ट अवधि होगी ग्राहक हम्म विक्रेता ठीक है यह एक विशेषता है जिसे हम अब ठीक कर देते हैं क्या छुट्टी क्लबबेल हैं विक्रेता ठीक है ठीक है ठीक है तो आकस्मिक छुट्टियो के अलावा आपके अन्य सभी छुट्टियां क्लबबेल हैं ग्राहक क्लब योग्य हाँ विक्रेता ठीक है जैसे अगर कोई अवकाश है जो ली गई अवधि के बीच में आ रहा है तो क्या इसके लिए छूट दी जाएगी ग्राहक हाँ विक्रेता छुट्टी कमाने के लिए ग्राहक हां इसे कमाई के लिए छूट दी गई है लेकिन इसे आकस्मिक अवकाश के लिए छूट नहीं दी गई है विक्रेता ठीक है ठीक है ग्राहक अन्य सभी अवकाशों के लिए यह परीक्षा की छूट है विक्रेता ठीक है ठीक है तो यह एक छूट की नीति है जिसे आप अपने छुट्टियां योग्य हैं ग्राहक हाँ विक्रेता ठीक है यह पूर्व अनुमोदित होना चाहिए मुझे लगता है कि आकस्मिक अवकाश को पूर्व अनुमोदित करने की आवश्यकता नहीं है ग्राहक हाँ लेकिन छुट्टी कमाएँ विक्रेता ठीक है ग्राहक पहले से अनुमोदित होने के लिए अवकाश अर्जित करें विक्रेता और ग्राहक और बीमार छुट्टी और माता पिता की छुट्टी को छोड़कर अन्य सभी छुट्टियां अन्य सभी छुट्टियां ईएमपी प्रचारित हैं विक्रेता ठीक है ठीक है आपके सभी छुट्टियां पूर्व स्वीकृत हैं ठीक है और अब जैसे आपके छुट्टियां ढोए जाते हैं या जैसे जमा होते हैं जैसे कमाते हैं क्या यह खत्म हो जाता है मुवक्किल हाँ कमाएँ छुट्टी एह पर ले जाया जाता है और सभी छुट्टियो पर नहीं किया जाता है विक्रेता तो क्या कमाई छुट्टी के लिए नकदीकरण नीति है ग्राहक हाँ तो हाँ यह भी मेरे दस्तावेज़ में लिखा है ठीक है 1 और 125 कमाएँ छुट्टी एक पूरे महीने की सेवा के पूरा होने पर श्रेय दिया जाता है विक्रेता ठीक है मुवक्किल तो अगले वर्ष छुट्टी अर्जित की जा सकती है और 45 दिनों तक जमा कर सकते हैं विक्रेता ठीक है ग्राहक एक बार जब यह 45 दिन को पार कर जाता है तो वर्तमान तिमाही के पूरा होने पर 30 दिन कर्मचारी को भुगतान कर दिए जाते हैं विक्रेता ठीक है तो मैं समझ गया तो यह आपकी नकदीकरण नीति है और जाहिर तौर पर जिन छुट्टियो को कूटने की अनुमति होगी उनकी एक विशिष्ट नकदीकरण नीति होगी और जाहिर है मुझे लगता है कि आपको अवकाश प्राप्त करने के लिए किसी प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है क्लाइंट की जरूरत नहीं है लेकिन केवल बीमार छुट्टी के लिए प्रमाणन आवश्यक है विक्रेता मेरा मतलब है कि आपको उनके लिए अपने मेडिकल प्रमाणपत्रों की आवश्यकता है विक्रेता ठीक है तो मैं जैसा मैं समझता हूं वह तरीका है I क्लाइंट बीमार छुट्टी विक्रेता हाँ हाँ क्लाइंट कुछ अन्य अवकाश भी हैं जिन्हें प्रमाणन की आवश्यकता है विक्रेता माता पिता की छुट्टी हो सकती है ग्राहक हाँ माता पिता की छुट्टी और मातृत्व अवकाश वेंडर हाँ जो भी है एक मेडिकल है ग्राहक चिकित्सा मुद्दा हाँ विक्रेता चिकित्सा समस्या शामिल है आपको इसके लिए प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी ठीक है तो अब मैं आपकी आवश्यकताओं से जो इकट्ठा करता हूं वह यह है कि आपके छुट्टियां आपके पास आपके संगठन में 7 प्रकार के छुट्टियां हैं और इन सभी छुट्टियो में उनके पास कुछ बुनियादी विशेषताएं हैं ग्राहक हम्म वेंडर और इन बुनियादी विशेषताओं की तरह जिस पर हमने अभी चर्चा की है चाहे वह क्लब योग्य हो या चाहे छुट्टी की छूट हो चाहे वह पूर्व अनुमोदित हो चाहे उसे ले जाया जा सकता है चाहे उसे एनकोड किया जा सकता है चाहे उसे प्रमाणपत्र की आवश्यकता हो तो इन मूल बिंदुओं के आधार पर हम वास्तव में आपके छुट्टियो का वर्णन कर सकते हैं ग्राहक हाँ विक्रेता और उनके बीच अंतर करना इसलिए हम जो करेंगे वह यह है कि यदि हम आपके किसी मूल बिंदु से चूक गए हैं और यदि आपके पास कोई और है तो कृपया हमें कोई और दस्तावेज दे सकते हैं ग्राहक लिखित दस्तावेज जो मेरे पास है मैं उसे आपको दूंगा विक्रेता हाँ ठीक है जिससे वास्तव में हमें आपके छुट्टियो की प्रकृति को समझने में मदद मिलेगी क्योंकि इन मूल बिंदुओं के आधार पर हम छुट्टियो के बीच अंतर भी कर सकते हैं क्योंकि यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम इसका निर्माण करें सिस्टम में इन जरूरतों का निर्माण करें क्योंकि ये हैं अलग व्यवहार करना इसलिए हमें व्यवहार को समझना होगा ग्राहक ठीक है विक्रेता तो इसके आधार पर हम मेरा मतलब है कि आप एक उचित प्रणाली दे सकते हैं इसलिए मैं समझता हूं कि आप 2 हैं आपके पास आपकी छुट्टी प्रबंधन प्रणाली के 2 प्रमुख मॉड्यूल हैं एक कर्मचारी मॉड्यूल है जहां वास्तव में हमने समझा है कि आपके कर्मचारियों की 3 श्रेणियां हैं उनकी अलग अलग ज़िम्मेदारियाँ होंगी कुछ जिम्मेदारियाँ सभी में सामान्य होती हैं और कुछ में अतिरिक्त ज़िम्मेदारियाँ होती हैं तो ये जिम्मेदारियां जो हमारे अवकाश प्रबंधन प्रणाली में एक कार्यक्षमता के रूप में बनाई जाएंगी इसलिए उनके पास अतिरिक्त कार्यक्षमताओं तक पहुंच होगी और जिस डेटा प र वह काम करने जा रहा है वह छुट्टियां ठीक है विक्रेता तो छुट्टियो का व्यवहार होता है हमने अभी वर्णन किया है कि छुट्टियां कैसे व्यवहार करने वाले हैं विभिन्न प्रकार के छुट्टियां क्या हैं ठीक है हम छुट्टियो के बीच अंतर कैसे करते हैं क्योंकि वे छुट्टियो में प्रवेश करने जा रहे हैं इसलिए हमें व्यवहार को समझने और उन्हें विकल्प देने की आवश्यकता है जो आपको आवश्यक विवरणों को भरने के लिए जानते हैं इसलिए मुझे लगता है कि यह एक उचित चर्चा है इसलिए कृपया आप हमारे साथ दस्तावेज़ साझा कर सकते हैं ग्राहक हाँ मैं आपके साथ दस्तावेज़ साझा करूँगा और आपने मुझे हमारे लिखित दस्तावेज़ से जो कुछ भी निकाला है वह विनिर्देश दिया है विक्रेता हाँ हाँ यकीन है कि हम एक देंगे ग्राहक और हम जांच करते हैं कि क्या आपने कुछ भी याद नहीं किया है विक्रेता हाँ हाँ एक बार जब हम आपसे एक औपचारिक दस्तावेज प्राप्त करते हैं तो हम आवश्यकता विनिर्देश दस्तावेज करेंगे और इसे आपको प्रदान करेंगे ग्राहक धन्यवाद श्रीजोनी विक्रेता तो अच्छा सभी को नमस्कार इसलिए हमने यहां जो चर्चा की वह अवकाश प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकता थी तो मैं श्रीजोनी हूं मैं इस पाठ्यक्रम का एक TA हूं और तन्वी हूं मैं भी इस पाठ्यक्रम का TA हूं और हम आपके साथ इस दस्तावेज को साझा करेंगे जिसे हमने नीचे लिखा है जैसे कि मूल रूप से हां करने के लिए आपको पता है प्रबंधन प्रणाली छोड़ दें हमारे पास सब कुछ नीचे लिखा है हमने क्या चर्चा की इसलिए हम इसे आपके लिए साझा कर रहे हैं जिसे आप जानते हैं जिसे आप संदर्भित कर सकते हैं और हम इस उदाहरण का उपयोग पूरे पाठ्यक्रम में कर रहे हैं जैसे कि जब भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम के किसी भी पहलू को समझते हैं तो हम इस उदाहरण से संबंधित होने जा रहे हैं